नमस्कार आज हम एनर्जी कंज़र्वेशन एंड वेस्ट हीट रिकवरी इस पाठ्यक्रम के एक नए विषय को शुरू करने जा रहे हैं जिस विषय पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हीट एक्सचेंजर्स का विषय है आप जानते हैं कि हम अपशिष्ट गर्मी वसूली के विषय को पढ़ रहे हैं तो तापीय ऊर्जा से जो परिवेश या वातावरण में फेंक दी जा सकती है इसलिए हम उन सिद्धांतों को सीख रहे हैं जिससे कि हम विभिन्न तरीकों से इसे पुनर्प्राप्त कर सकते हैं जाहिर है हम ताप ऊर्जा को पुनर्प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें जिस उपकरण की आवश्यकता होगी उसे हीट एक्सचेंजर कहा जाता है हीट एक्सचेंजर्स बहुत बहुमुखी उपकरण हैं यह बहुत उपयोगी घटक है और विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता है एक हीट एक्सचेंजर को एक ऐसे उपकरण के रूप में सोच सकते हैं जिसमें दो धाराएं दो द्रव धाराएं वे ऊष्मीय ऊर्जा का आदान प्रदान करती हैं एक गर्म धारा ऊष्मा को अस्वीकार करती है और एक ठंडी धारा द्वारा ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा का ग्रहण किया जाता है अधिकांश मामले ये 2 धाराएँ एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होती हैं तोइन धाराओं के बीच एक बाधा होती है इस प्रकार किसी ठोस दीवार के पार ऊष्मा का आदान प्रदान या ऊष्मा अंतरण हो जाता है कुछ हीट एक्सचेंजर्स होते हैं जहां तरल पदार्थ एक दूसरे के साथ मिश्रित होते हैं और किसी भी मध्यवर्ती ठोस दीवार के बिना ऊष्मा का आदान प्रदान करते हैं लेकिन उन हीट एक्सचेंजर्स की संख्या कम होती है अधिकांश अन्य हीट एक्सचेंजर्स ऊष्मा का आदान प्रदान या ऊष्मा का विनिमय तरल पदार्थों द्वारा किसी प्रकार की ठोस दीवार या ठोस सीमा के पार होता हैं इसलिए विभिन्न उद्योगों में सदियों से हीट एक्सचेंजर्स का उपयोग किया जा रहा है इसलिए हम देखेंगे कि कई प्रकार के हीट एक्सचेंजर्स हैं इसलिए डिजाइन की सुविधा के लिए एवं आसानी से विश्लेषण कर सकने के लिए हम इन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं तो हीट एक्सचेंजर्स के वर्गीकरण के विभिन्न तरीके हैं पहले हम हीट एक्सचेंजर के वर्गीकरण पर कुछ समय बिताएंगे बहुत जल्दी हम देखेंगे कि हीट एक्सचेंजर के विभिन्न प्रकार क्या हैं इसलिए स्थानांतरण प्रक्रियाओं के आधार पर हीट एक्सचेंजर को वर्गीकृत किया जा सकता है और अधिकांश हीट एक्सचेंजर्स सीधे संपर्क प्रकार में नहीं होते हैं इसका मतलब है 2 तरल पदार्थ एक दूसरे से संपर्क नहीं करेंगे वे तापीय संपर्क करेंगे या एक दूसरे के साथ एक ठोस दीवार के माध्यम से तापीय संपर्क करेंगे इन्हें अप्रत्यक्ष संपर्क प्रकार के हीट एक्सचेंजर कहा जाता है फिर भंडारण प्रकार के हीट एक्सचेंजर है गर्म धारा से तापीय ऊर्जा को किसी प्रकार के मैट्रिक्स या पदार्थ में अस्थायी रूप से संग्रहीत किया जाता है और फिर उस संग्रहीत तापीय ऊर्जा को ठंडी धारा में या कम तापमान की धारा में पारित किया जाता है तो यह आपकी स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर है और यह सिंगल फेज या मल्टी फेज हो सकता है फिर फ्लूडाइज्ड बेड हीट एक्सचेंजर और फिर डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप इसका मतलब है तापीय ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए कोई मध्यवर्ती निकाय नहीं है तापीय ऊर्जा सीधे गर्म धारा से ठंडी धारा में जाएगी यह केवल किसी ठोस दीवार या ठोस पिंड से होकर गुजरेगी तो यह आपका अप्रत्यक्ष स्थानांतरण प्रकार है साथ ही यह प्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रकार है जहां 2 द्रव धाराएं एक दूसरे के साथ मिलती हैं या वे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और तापीय ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं तो एक दूसरे के बीच तापीय ऊर्जा को स्थानांतरित करने वाले 2 तरल पदार्थ हो सकते हैं जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं जैसे कि एक गैस धारा और एक तरल धारा हो सकती है या एक तरल और वाष्प धारा हो सकती है तब अधिकांश हीट एक्सचेंजर में तरल पदार्थ की संख्या 2 द्रव धाराओं को संभालती है लेकिन कुछ हीट एक्सचेंजर्स हैं जो 3 द्रव धाराओं को संभालते हैं और कुछ विशेष हीट एक्सचेंजर्स हैं जो 3 से अधिक तरल धाराओं को संभालते हैं लेकिन हमारी चर्चा मुख्य रूप से 2 द्रव हीट एक्सचेंजर पर होगी जो सबसे आम उपकरण है और यह अपशिष्ट गर्मी वसूली और ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य के लिए भी बहुत प्रासंगिक है तब यदि हम सरफेस कॉम्पेक्टनेस यानी कि कम से कम आकार के लिए जाते हैं तो हमें इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना होगा जैसे हीट एक्सचेंजर का अपना आयतन है लेकिन आयतन सीधे इसकी क्षमता नहीं देता है आयतन सीधे गर्मी को स्थानांतरित करने की क्षमता नहीं देता है गर्मी हस्तांतरण एक सतह घटना है और गर्मी हस्तांतरण की दर गर्मी विनिमय के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र पर निर्भर करती है अब एक हीट एक्सचेंजर बहुत प्रभावी होगा कि जब एक छोटी आयतन मात्रा के बावजूद बहुत बड़ी मात्रा में गर्मी हस्तांतरण क्षेत्र देता है और कॉम्पेक्टनेस वह प्रॉपर्टी है जिससे पता चलता है कि कम आयतन के बावजूद अधिक से अधिक गर्मी हस्तांतरण क्षेत्र का होना हीट एक्सचेंजर को कॉम्पैक्ट तब माना जाएगा जब छोटे आयतन के साथ वह अधिक से अधिक गर्मी हस्तांतरण का क्षेत्रफल रखता हो तो β एक अंक है जो कॉम्पैक्टनेस की परिभाषा पर निर्भर करता है जब β की मात्रा 700 m2m3 होती है तो उस हीट एक्सचेंजर को कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर कहा जाता है जब यह इस संख्या से कम है मतलब जब β की मात्रा इस संख्या से कम है तो यह एक कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर नहीं है यह कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर की एक बहुत ही सरल परिभाषा है लेकिन इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि जब क्षेत्रफल एवं आयतन का अनुपात 700 m2m3 होता है तो हीट एक्सचेंजर को कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर के रूप में लिया जा सकता है अब यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अपशिष्ट गर्मी वसूली में हम ऊष्मीय ऊर्जा को पुनर्प्राप्त करना चाहते हैं और कई मामलों में ∆T या तापमान अंतर जो गर्मी हस्तांतरण के लिए प्रेरक बल है अपशिष्ट गर्मी के अनुप्रयोग में कम होता है और इसलिए हमें कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर की आवश्यकता है जो दिए गए आयतन के भीतर एक अच्छी मात्रा में तापीय ऊर्जा को अधिग्रहित करने में सक्षम होंगे इसलिए जहां तक गर्मी की वसूली का संबंध है कॉम्पैक्टनेस बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन जब हीट एक्सचेंजर कॉम्पैक्ट हो जाता है इसका मतलब है कि आम तौर पर द्रव का प्रवाह मार्ग संकीर्ण हो जाता है या बहुत जटिल हो जाता हैं और हमेशा इन जटिल मार्ग और सतह की वजह से फ़ॉउलिंग या जमाव की समस्या होती है जो हीट एक्सचेंजर की कॉम्पैक्टनेस को बढ़ाने की वजह से होता है इसलिए फिर से अगर हम किसी प्रकार की अपशिष्ट गर्मी वसूली की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं जहां हम गंदे तरल पदार्थ के साथ काम कर रहे हैं तो हमें वास्तव में न्याय करना होगा कि क्या हम एक कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर का उपयोग कर सकते हैं इसके लिए कुछ अन्य डिजाइन उपयुक्त होंगे फिर निर्माण के आधार पर हीट एक्सचेंजर को कई श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है ट्यूबलर ज्यामिति बहुत आम है यह किसी भी उद्योग के लिए एक बहुत ही सामान्य ज्यामिति है इसलिए हीट एक्सचेंजर के पाइप प्रकार में डबल पाइप या पाइप के अंदर पाइप हो सकता है शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर हो सकता है मैं उन्हें विस्तार से वर्णन नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि अब मैं आपको कुछ प्रकार की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं फिर स्पाइरल हीट एक्सचेंजर हो सकता है फिर पाइप कॉइल हीट एक्सचेंजर हो सकता है तो मुख्य निर्माण ट्यूबलर प्रकार का है और फिर कई ऐसे प्रकार अपशिष्ट गर्मी वसूली के लिए प्रासंगिक हैं प्लेट हीट एक्सचेंजर भी हो सकता है जिन्हें कभी कभी यह कैस्केड प्लेट हीट एक्सचेंजर plate heat exchanger या प्लेट और फ्रेम हीट एक्सचेंजर भी कहा जाता है जैसा कि मैंने पहले कहा कि स्पाइरल हीट एक्सचेंजर हो सकता है स्पाइरल हीट एक्सचेंजर हो सकता है और प्रिंटेड सर्किट हीट एक्सचेंजर हो सकता है प्लेट और फ्रेम हीट एक्सचेंजर या PHE और स्पाइरल हीट एक्सचेंजर दोनों ही अपशिष्ट गर्मी वसूली उद्देश्य के लिए बहुत प्रासंगिक हैं क्योंकि वे विस्तारित सतह की तुलना में छोटे से आयतन में अधिक ऊष्मा अंतरण देते हैं विस्तारित सतह गर्मी हस्तांतरण वृद्धि वाले उपकरण हैं जिन्हें आमतौर पर फिन के रूप में जाना जाता है हमने कई ऐसे उपकरण देखे हैं हम में से कई ने एक गाड़ी के रेडिएटर को देखा है तो एक गाड़ी के रेडिएटर में आपको ये फिन या विस्तारित सतहें मिलेंगी यदि आप हीट एक्सचेंजर को देखते हैं जो एक कमरे के एयर कंडीशनर में है तो आपको फिन मिलेंगे इसलिए फिन गर्मी हस्तांतरण की दर बढ़ाने के लिए उपकरण हैं और फिन के साथ विभिन्न प्रकार के हीट एक्सचेंजर हैं जैसे ट्यूब फिन हो सकते हैं और प्लेट फिन हीट एक्सचेंजर हो सकते हैं मैं दोनों की तस्वीर या फिर आरेख आप को दिखाने जा रहा हूं फिर रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर फिर से वेस्ट हीट रिकवरी के उद्देश्य के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है यह कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे रोटरी रीजनरेटर स्थिर मैट्रिक्स रीजनरेटर और हुड रीजनरेटर हो सकता है हम उनमें से कुछ पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं यदि हम अगला वर्गीकरण देखते हैं तो अगला वर्गीकरण ऊष्मा अंतरण तंत्र पर आधारित है तो यह एकल फेज हो सकता है यदि दोनों द्रव धाराएँ जो ऊष्मा का आदान प्रदान कर रही हैं उनमें कोई फेज में अंतर नहीं हो रहा है उसे हम एकल फेज कहेंगे फिर एक तरफ एकल फेज संवहन दूसरी तरफ 2 फेज संवहन फिर 2 फेज संवहन जहां दोनों तरफ संयुक्त संवहन और विकिरण होता है ऐसा किसी बॉयलर में हो सकता है तो गर्मी हस्तांतरण के इस तरह के विभिन्न तंत्र हो सकते हैं फिर प्रवाह व्यवस्था प्रवाह व्यवस्था फिर से इस बात पर निर्भर करती है कि क्या यह एकल फेज या बहु फेज है हमारे पास विभिन्न प्रकार की प्रवाह व्यवस्था हो सकती है एकल फेज के मामले में हम विपरीत प्रवाह समानांतर प्रवाह क्रॉस फ्लो विभाजन प्रवाह डबल विभाजित प्रवाह वगैरह और बहु फेज प्रवाह के मामले में विस्तारित सतह शेल और ट्यूब प्लेट हीट एक्सचेंजर हो सकते हैं अतः यह वह हीट एक्सचेंजर है जिनका उपयोग बहु फेज प्रवाह के लिए किया जा सकता है अब प्रवाह के आधार पर 3 मुख्य व्यवस्थाएं हैं जो आपके समानांतर प्रवाह विपरीत प्रवाह और क्रॉस फ्लो हैं जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम इन्हें विस्तार से देखेंगे अब जैसा कि मैंने बताया है कि मैं आपको हीट एक्सचेंजर्स की कुछ तस्वीरें और आरेख दिखाऊंगा ताकि आप यह अनुमान लगा सकें कि यह कैसा दिखता है मूल हीट एक्सचेंजर व्यवस्था कुछ इस तरह से हो सकती है मान लें कि हमें एक ट्यूब मिली है और इस ट्यूब को ध्यान से एक और ट्यूब के भीतर रखा गया है जो व्यास में बड़ा है और यह सबसे सरल या बुनियादी हीट एक्सचेंजर का गठन करता है इस हीट एक्सचेंजर को डबल पाइप हीट एक्सचेंजर कहा जाता है या ट्यूब में ट्यूब हीट एक्सचेंजर कहा जाता है इसलिए मुझे लगता है कि नाम काफी स्पष्ट हैं और फिर आप केंद्रीय ट्यूब के माध्यम से देखते हैं कि हमें तरल पदार्थ इस तरह बह रहा है और परिधीय ट्यूब के माध्यम से हम यह कहें कि ट्यूब द्रव इस तरह बह रहा है और जब तरल पदार्थ इस तरह से बह रहा है दोनों के बीच एक ठोस दीवार है तो इन 2 तरल पदार्थों के बीच गर्मी हस्तांतरण होगा बता दें कि केंद्रीय तरल पदार्थ एक ठंडा तरल पदार्थ है तो यह Tci के साथ प्रवेश करेगा और Tco के साथ बाहर जाएगा तो यह गर्म स्थिति के साथ बाहर निकल जाएगा और हम कहेंगे कि यह गर्म द्रव है जो Thi से निकल रहा है और यह Tho के साथ बाहर जाएगा इसका मतलब है जब वह बाहर जाएगा तो उसका तापमान प्रवेश के समय उसके तापमान से कम होगा इसलिए यदि हम अब पीपीटी की तरफ जाते हैं तो यह ट्यूब में ट्यूब हीट एक्सचेंजर या डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है तो आप देखते हैं कि केंद्रीय ट्यूब द्रव यहां से प्रवेश कर रहा है और तरल पदार्थ इस तरह से गुजर रहा है और परिधीय ट्यूब द्रव के माध्यम से इस तरह से प्रवेश कर रहा है और यह इस तरह से बाहर निकल रहा है और यहां आप देख रहे हैं कि यह किसी प्रकार के हेयरपिन की तरह रखा गया है और उसमें कइ मोड़ हैं तो यह एक प्रवाह दिशा की तरह है जिसे यह यहाँ से बदलता है यह इस तरह है और फिर से यह एक मोड़ ले रहा है और काफी कुछ हो सकता है अब ऐसा क्यों किया जाता है क्योंकि कुछ प्रकार की गर्मी विनिमय के लिए हमें कुछ लंबाई की आवश्यकता है और ट्यूब हीट एक्सचेंजर में एक ट्यूब के लिए अगर वह लंबाई बहुत बड़ी है तो इसे कारखाने की साइट और अन्य स्थान पर समायोजित नहीं किया जा सकता हम क्या करते हैं कि हम इसे इस तरह हेयरपिन की तरह जाते हैं और कई मोड़ प्रदान करते हैं तो एक छोटे पदचिह्न के भीतर शायद इस हीट एक्सचेंजर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बढ़ जाएगी लेकिन एक छोटे पदचिह्न के भीतर हम इस हीट एक्सचेंजर को प्राप्त कर सकते हैं तो दाहिने हाथ पर इस तरह के हीट एक्सचेंजर की एक तस्वीर है लेकिन जाहिर है आपने जो समस्या देखी है कि ट्यूब में ट्यूब हीट एक्सचेंजर में एक ट्यूब की बड़ी लंबाई होगी या अन्यथा हमें किसी प्रकार के डिजाइन संशोधन के लिए जाना होगा यदि हम कुछ निश्चित मात्रा में गर्मी शुल्क या कुछ निश्चित मात्रा में गर्मी हस्तांतरण चाहते हैं इसलिए जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है वह शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर है शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर में भी निर्माण या ज्यामिति मुख्य रूप से ट्यूबलर है यहां पर केंद्र में एक ट्यूब के बजाय हम कई ट्यूबों की संख्या इस्तेमाल करते हैं जिनके माध्यम से एक विशेष तरल पदार्थ गुजरता है और इन ट्यूबों की संख्या एक शेल में व्यवस्थित होती है जो एक और ट्यूब है जिसे हम एक बड़े व्यास वाला दूसरा ट्यूब कह सकते हैं तो शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर का मूल डिज़ाइन यहाँ दिखाया गया है वहाँ 2 तरल पदार्थ हैं जैसा कि मैंने बताया है कि एक शेल पक्ष का तरल पदार्थ है और एक ट्यूब पक्ष का तरल पदार्थ है शेल पक्ष का तरल पदार्थ यहां से प्रवेश कर रहा है यह शेल का प्रवेश है और शेल पक्ष का तरल पदार्थ यहां से बाहर जा रहा है यह शेल का निकास है फिर यह ट्यूब का प्रवेश है जहां पर तरल पदार्थ प्रवेश कर रहा है और ट्यूब पक्ष का तरल पदार्थ यहां से बाहर जा रहा है रंगों को इस तरह से चुना गया है कि यह इंगित करता है कि ट्यूब पक्ष का तरल पदार्थ गर्म होता है और जैसे जैसे इसका तापमान गिरता है यह शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर छोड़ देता है शेल पक्ष का तरल पदार्थ ठंडा होता है लेकिन यह यहाँ निकलता है जाहिर है यह कुछ मात्रा में तापमान हासिल करेगा अब काफी कुछ चीजें हैं जिन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इन ट्यूबों को यहां पर ट्यूब सीटों के बीच आयोजित कर रखा जाता है हम चाहते हैं कि इससे एक अच्छा संपर्क हो यह शेल पक्ष का तरल पदार्थ और ट्यूब पक्ष का तरल पदार्थ के बीच सीधे संपर्क में है तो इसके लिए हम क्या करते हैं हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि ये 2 द्रव अधिक समय तक संपर्क में रहें इसे निवास समय कहा जाता है तरल पदार्थ का निवास समय जिसे हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं विशेष रूप से शेल पक्ष का होने का मतलब है कि हमारे पास बड़ा क्षेत्र है इसलिए शेल पक्ष में हम निवास समय को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करें कि हम कुछ प्रकार के बफ़ल प्रदान करें तो ये वे बफ़ल हैं जिन्हें आप देख रहे हैं यहाँ एक बफ़ल है यहाँ एक और बफ़ल है यहाँ पर इस तरह का एक और बफ़ल है तो एक शेल पक्ष का तरल पदार्थ इसमें प्रवेश करता है लेकिन यह सीधे प्रवेश से निकास पर नहीं जा सकता है तो इसे इस तरह एक सर्किट मार्ग लेना होगा और जाहिर है जब यह इस तरह से एक मार्ग ले रहा है तो निवास का समय बढ़ जाता है निवास के समय में वृद्धि का मतलब है कि हम अधिक गर्मी हस्तांतरण हासिल कर सकते हैं अर्थात शेल पक्ष के तरल पदार्थ और ट्यूब पक्ष के तरल पदार्थ के बीच गर्मी विनिमय का अधिक दायरा प्राप्त कर सकते हैं तो बफ़ल अलग अलग डिज़ाइन के हो सकते हैं बफ़ल का सबसे सरल डिज़ाइन यहाँ दिखाया गया है इससे एक और फायदा भी मिलता है शेल प्रकार के द्रव का प्रवाह अब क्रॉस फ्लो है यह एक क्रॉस फ्लो दिशा में ट्यूब को पास करता है इसका मतलब है कि ट्यूब पक्ष का प्रवाह इस दिशा में है और शेल पक्ष का प्रवाह उसके लिए लंबवत है और यह क्रॉस फ्लो व्यवस्था इन 2 तरल पदार्थों के बीच एक अच्छी मात्रा में गर्मी हस्तांतरण देती है अब आप देखते हैं कि यह शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर की सबसे सरल व्यवस्था है अब यदि हम अधिक ताप अंतरण चाहते हैं वह हम शेल में बफ़ल प्रदान कर प्राप्त कर सकते हैं तो उस शेल पक्ष के तरल पदार्थ को अधिक निवास समय मिल गया है इससे पहले कि वह हीट एक्सचेंजर को छोड़ देता है ट्यूब पक्ष के तरल पदार्थ को इस शेल की लंबाई को अधिक संख्या में गुजरने के लिए बनाया जा सकता है तो फिर क्या होगा ट्यूब पक्ष के तरल पदार्थ का निवास का समय भी अधिक होगा तो हम शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर को सिंगल पास शेल भी कह सकते हैं केवल एक पास ट्यूब पक्ष भी है लेकिन नीचे हमें मल्टी पास अधिक मिला है या सीधे बोलें तो हमें ट्यूब की तरफ 2 पास मिले हैं तो ट्यूब पक्ष का तरल पदार्थ यहां प्रवेश करता है यह इस तरह से चलता है और फिर यह अपनी दिशा बदल देता है यह अपनी दिशा को 180 डिग्री से बदल देता है यह फिर से पूरी शेल की लंबाई को विपरीत दिशा में प्रवास करता है और इस तरह से बाहर आता है तो आप एक तरल कण को यहां से शुरू करते हुए देखते हैं इसे कुल शेल लंबाई को 2 बार पार करना पड़ता है इसे शेल के तरल पदार्थ के साथ सीधे संपर्क में आने के लिए अधिक अवसर होगा और हमारे पास गर्मी की अदला बदली के लिए एक अच्छी मात्रा होगी तो यह एक व्यवस्था है जहां मैंने 2 पास की व्यवस्था दिखाई है 2 से अधिक पास हो सकते हैं और शेल की तरफ और ट्यूब की तरफ अधिक संख्या में पास हो सकते हैं और यहाँ जो मैंने दिखाया है हमने एक शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर का कटा हुआ दृश्य या खुला हुआ दृश्य दिखाया है इसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं और फिर आप ट्यूब को देख सकते हैं बफल को देख सकते हैं इसे ट्यूब सीट कहते हैं जहां ट्यूब आयोजित की जाती हैं और वे रिसाव की रोकथाम के लिए गैसकेट हैं फिर यह सिर है जिसके माध्यम से निश्चित रूप से एक तरल प्रविष्टि या निकास के बिंदु हैं यह शेल और ट्यूब है जिसे आप अलग से देख सकते हैं इसलिए इस व्यवस्था की कई विविधताएं हो सकती हैं और यह वह व्यवस्था है जो हम शेल और ट्यूब प्रकार के हीट एक्सचेंजर के लिए करते हैं मैं आपको बता दूं कि शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है उन्हें बिजली उद्योग प्रशीतन एयर कंडीशनिंग और प्रोसेस प्लांट पेट्रोकेमिकल प्लांट जैसे विविध अनुप्रयोगों में इस्तेमाल किया जाता हैं इसलिए इनके डिजाइन को कई वर्षों के अध्ययन के आधार पर मानकीकृत किया गया है वे तरल तरल के लिए बहुत उपयुक्त हैं इसलिए वे तरल तरल धारा ऊष्मा के आदान प्रदान के लिए बहुत उपयुक्त हैं और वे आमतौर पर साफ करने में आसान होते हैं और जहां तक अपशिष्ट गर्मी वसूली का संबंध है तो शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर के कई अनुप्रयोग हैं अगर हमें एक तरल धारा से गर्मी निकालना है और उस गर्मी को किसी अन्य तरल धारा में पारित करना है तो हम शेल ट्यूब हीट एक्सचेंजर का चयन करते हैं बहुत कम ही इसका उपयोग गैस और तरल गर्मी विनिमय के लिए किया जाता है और निश्चित रूप से इन प्रकार के हीट एक्सचेंजर्स का उपयोग बहु फेज ताप विनिमय के लिए किया जाता है इसका मतलब है जहां एक धारा किसी फेज परिवर्तन प्रक्रिया के माध्यम से जाती है तो यह आपका शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर है जो आपके अपशिष्ट गर्मी वसूली उद्देश्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है यह आपकी फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर है या यह कहे कि दो 2 हीट एक्सचेंजर्स दिखाए गए हैं जो ताप अंतरण बढ़ाने के लिए विस्तारित सतहों या फिन्स दोनों का उपयोग करते हैं आपको बता दें कि अगर हम मानते हैं कि 2 धाराएं हैं तो एक तरल धारा है दूसरी गैस धारा है तो आम तौर पर तरल पक्ष में गर्मी हस्तांतरण गुणांक बहुत अधिक होता है गैस पक्ष पर गर्मी हस्तांतरण गुणांक कम होता है और सामान्य तौर पर यह इस तरह होता है जैसे हम कहते हैं कि हमें एक गैस प्रवाह मिला है और फिर एक तरल प्रवाह और वे अलग हो गए हैं तापमान और बीच में एक ठोस दीवार होती है योजनाबद्ध रूप से ठोस दीवार को इस तरह दिखाया गया हैकि गैस की धारा गर्म है यह ऊपर की दिशा में इस दिशा में आगे बढ़ रही है और तरल धारा ठंडी है और यह विपरीत दिशा में घूम रही है और तब तापमान हम कहते हैं कि किसी बिंदु पर स्थानीय रूप से यह तापमान T1 है और यह तापमान T2 है और जहाँ T1 T2 से अधिक है तो गर्मी हस्तांतरण होगा तो क्यू गैस धारा से तरल धारा में स्थानांतरित हो जाएगा लेकिन 2 प्रतिरोध हैं एक प्रतिरोध गैस धारा का है इस ठोस शरीर में एक प्रतिरोध है जो ज्यादातर मामलों में एक धातु की दीवार है और फिर तरल प्रवाह पर एक और प्रतिरोध है तो हम कहते हैं कि यह RG है हमें बताएं कि यह RS है और यह RL है इसलिए हम जो ठोस चालकता पाएंगे वह बहुत अधिक है तो ठोस पक्ष का प्रतिरोध कम है तरल पक्ष में गर्मी हस्तांतरण गुणांक भी बहुत अधिक है तो प्रतिरोध तरल तरल पक्ष पर कम है लेकिन आरजी दोनों आरएस और आरएल की तुलना में बहुत बड़ा है तो यह एक सामान्य विशेषता या सामान्य परिदृश्य है इसलिए अगर हमें प्रभावी गर्मी हस्तांतरण करना है तो किसी तरह हमें गैस पक्ष में गर्मी हस्तांतरण प्रतिरोध को कम करना होगा और यह करने का एक बहुत सुविधाजनक तरीका है तो RG को फिन या विस्तारित सतह प्रदान करके कम किया जा सकता है तो कई हीट एक्सचेंजर्स हैं यह गैस पक्ष के ताप अंतरण दर को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सामान्य उपकरण है और हम ट्यूबलर ज्यामिति में फिन ट्यूब प्रकार के हीट एक्सचेंजर और सादे ज्यामिति में हमारे पास प्लेट फिन प्रकार हो सकते हैं मैं बहुत ही जल्दी इनके बारे में समझा सकता हूं तो ट्यूब साइड हीट एक्सचेंजर में तरल पदार्थ इस तरह यहां से गुजरता है और गैस इस दिशा में गुजरती है तो यह मूल रूप से एक क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर और प्लेट फिन हीट एक्सचेंजर है यह एक प्लेट है यह एक और प्लेट है और इस तरह के फिन की कई संख्या है जैसे वे अलग अलग ज्यामिति के हो सकते हैं अलग अलग डिजाइन के हो सकते हैं एक तरल पदार्थ इस तरह से गुजरता है द्रव ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो यहां भी यह क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर प्रकार की व्यवस्था में है हालांकि प्लेट फिन हीट एक्सचेंजर में हम अलग तरह की व्यवस्था कर सकते हैं यह दोनों प्रकार के हीट एक्सचेंजर्स अपशिष्ट गर्मी वसूली उद्देश्यों के लिए बहुत प्रासंगिक हैं हम इस बारे में सोच सकते हैं कि मान लीजिए हमें गाड़ी के रेडिएटर में से अगर हम गर्मी की पुनर्प्राप्ति करना चाहते हैं तो कई तरह के हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं प्रक्रिया कारखानों में एयर कंडीशनिंग के अनुप्रयोगों में हीट एक्सचेंजर्स का प्रयोग किया जाता है तो कई ऐसे हीट एक्सचेंजर को लिया जा सकता है जहां ये दोनों धाराएं गैस धाराएं हैं यहां एक धारा एक तरल प्रवाह है दूसरी धारा एक गैस धारा है यहां आम तौर पर ये दोनों धाराएं एक गैस धारा हैं या एक तरफ एक धारा ऐसी ले सकते हैं जो अपना फेज बदल रही है इसी के साथ मैं हीट एक्सचेंजर के विवरण को यहां पर समाप्त करता हूं अगले व्याख्यान में हम हीट एक्सचेंजर के कुछ रोचक डिजाइन एवं बनावट की चर्चा करेंगे